अब व्याख्यान की एक बहुत ही रोचक श्रृंखला जो हम करने जा रहे हैं वह सेंसर नेटवर्क पर है तो पहला भाग सेंसर नेटवर्क में कुछ बुनियादी अवधारणाओं पर होने वाला है सेंसर नेटवर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग IoT के निर्माण के लिए किया जाता है सेंसर ट्रांसड्यूसर एक्चुएटर ये सभी IoT सिस्टम की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं लेकिन जब हम एक्ट्यूएटर्स के बारे में बात करते हैं तो हम सेंसर के बारे में बात करते हैं ये ऐसी चीजें हैं जो हम पहले से ही एक व्याख्यान में देख चुके हैं इसलिए ये अकेले ऐसे उपकरण हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं लेकिन अगर हम इन सेंसर को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं तो हम वास्तविक समय में दूर से एक बड़े भूभाग से महत्वपूर्ण जानकारी को लगातार प्राप्त कर सकते हैं और यह सेंसर नेटवर्क का लाभ है और सेंसर नेटवर्क मैं कहूंगा कि IoT के सबसे महत्वपूर्ण योग्य बनाने वाले में से एक है तो सेंसर नेटवर्क में हमारे पास क्या है सेंसर नेटवर्क में हमारे पास अलग अलग सेंसर होते हैं जिन्हें सेंसर डिवाइस या सेंसर नोड के रूप में जाना जाता है या कभी कभी सेंसर अवस्था के रूप में भी जाना जाता है तो ये अवस्था या नोड्स या उपकरण उनके पास अपने घटकों में से एक है जो सेंसर है और उनके पास अन्य घटक भी हैं इसलिए इन घटकों को एक साथ लिया जाता है जिसमें वे उस विशेष नोड या उपकरण को शामिल करते हैं जो उन्हें संवाद करने में मदद कर सकते हैं और एक उपकरण दूसरे उपकरण के साथ संचार करता है वह उपकरण दूसरे उपकरण के साथ संचार करता है तीसरा उपकरण एक चौथे के साथ पहला चौथे के साथ और इसी तरह और इसलिए हम विस्तार कर सकते हैं हम संवेदन का विस्तार कर सकते हैं हम संवेदन का विस्तार करके उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजीज हैं हमारे पास सभी प्रकार की टोपोलॉजीज हो सकती हैं जिन्हें हमने पहले ही नेटवर्क में सेंसर नेटवर्क के मामले में लागू होने के बारे में सुना है और साथ ही हम एक स्टार टोपोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं हम एक मेष टोपोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं हमारे पास एक मेष हो सकता है हमारे पास सेंसर नोड का एक मेष हो सकता है जो सभी को एक साथ रखा जाता है ठीक है इसलिए हमारे पास स्टार हो सकती है हमारे पास रिंग हो सकती है आप किसी भी प्रकार की टोपोलॉजी जान सकते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं और मेष विशेष रूप से स्पष्ट कारणों के लिए बहुत आकर्षक है जिसमें मूल रूप से विश्वसनीयता सुरक्षा टोपोलॉजी की गलती सहना शामिल है तो आइए हम सेंसर नेटवर्कों के विभिन्न मूल बातों पर ध्यान दें तो एक सेंसर नेटवर्क में हमारे पास सेंसर नोड हैं प्रत्येक सेंसर नोड में एक संवेदन इकाई होती है संवेदन इकाई मूल रूप से महसूस करती है महसूस क्या विशेष भौतिक घटनाओं को महसूस करता है जिसे महसूस करना है एक तापमान संवेदक तापमान में उतार चढ़ाव को महसूस कर रहा होगा एक आर्द्रता संवेदक आर्द्रता के उतार चढ़ाव को महसूस करेगा एक कैमरा सेंसर संवेदन होगा इसका मतलब है जो आपके आस पास है उसकी छवियों को लेना जानते है इसके आसपास क्या हो रहा है एक कंपन सेंसर कंपन को संवेदन देगा एक प्रकाश संवेदक रोशनी की स्थिति देख रहा होगा और इतने पर संवेदन होगा लेकिन उनमें से प्रत्येक को स्थानीय स्तर पर महसूस करेगा और हर दूसरे नोड जो तैनात हैं वे सभी अपने अपने कार्य अलग अलग कर रहे हैं और अब एक सेंसर नेटवर्क में हम सभी को उन सभी को एक साथ रखना होगा हमें उन सभी को एक साथ रखना होगा कि कैसे उन्हें एक साथ रखना संभव है हमारे पास इन विभिन्न उपकरणों के बीच बस कुछ प्रकार की रेडियो अनुयोजकता होनी चाहिए इन उपकरणों का अर्थ है उनका सेंसर नोड और यह है कि हम सेंसर नेटवर्क कैसे बनाते हैं और सेंसर नेटवर्क बनाने की मुख्य प्रेरणा क्या है संवेदन के अधिक से अधिक विस्तृत सूचना के लिए और लगातार हम वास्तविक समय में निगरानी कर सकते हैं हम दूर से निगरानी कर सकते हैं कि हम किसी विशेष इलाके में क्या चल रहा है वास्तव में बिना किसी व्यक्ति के बैठने और उस विशेष क्षेत्र या स्थान की निगरानी कर सकते हैं तो सेंसर नोड एक दूसरे के साथ सहयोग करने में सक्षम हैं और उन भौतिक घटनाओं की स्थिति को मापना जो उनके आस पास घटित हो रहे हैं जो कि उनके संवेदन में आने वाले हैं उदाहरण के लिए प्रकाश की स्थिति तापमान ध्वनि कंपन वगैरह संवेदन माप तब डिजिटल संकेतों और प्रकट करने की प्रक्रिया में तब्दील हो जाता है जो कि उनके आस पास घटने वाली घटनाओं के कुछ गुण हैं इसलिए इस तथ्य के कारण कि संवेदक WSNs वायरलेस सेंसर नेटवर्क में सेंसर नोड्स कम संचरण सीमा है तत्काल नोड्स मध्यवर्ती प्रसारण के रूप में कार्य करते हैं औरजब तक कि सिंक नोड पर डेटा प्राप्त नहीं होता है वे डेटा को संचारित करते हैं जो उन्हें इन अन्य फ्रेम नोड्स मल्टी हॉप तरीके में दूसरे पड़ोसी नोड्स से प्राप्त होता है तो यह है कि पूरे सेंसर नेटवर्क अवधारणा कैसे कार्य करती है तो हमारे पास जो मल्टी हॉप संचार है तो आइए एक स्थिर सेंसर नेटवर्क पर विचार करें स्थिर का मतलब है स्थिर का मतलब है कि नोड इन सभी नोड्स जब वे तैनात होते हैं तो वे तैनाती के समय के तुरंत बाद स्थिति बनाए रखेंगे इसलिए वे सभी अपनी अपनी स्थिति बनाए रखेंगे और वे नहीं हटेंगे वे सभी स्थिर हैं नोड्स सभी स्थिर हैं तो यह एक स्थिर सेंसर नेटवर्क का एक उदाहरण है इसके विपरीत मोबाइल सेंसर नेटवर्क में सेंसर और सेंसर नोड होते हैं जो इसीतरह से घूमते हैं उदाहरण के लिए सेंसर जो एक कार एक हवाई जहाज एक ट्रक एक बस इत्यादि पर फिट किए जाते हैं ये मोबाइल सेंसर मोबाइल सेंसर नोड बन जाते हैं क्योंकि वे उन उपकरणों के अनुरूप होते हैं जो समय के साथ चलते हैं इसलिए जब आप उन्हें इस तरह से जोड़ते हैं तो वे एक साथ हो जाते हैं जो आपको मिलता है वह एक मोबाइल सेंसर नेटवर्क है तो अगर हम एक सेंसर नेटवर्क में देखते हैं तो हमारे पास क्या है एक सेंसर नेटवर्क में हमारी अलग अलग इकाइयाँ हैं तो WSN हमारे पास अलग अलग इकाइयाँ है तो पहली चीज जो आवश्यक है वह है किसी प्रकार की संवेदन इकाई फिर हमारे पास किसी प्रकार की प्रसंस्करण इकाई है तीसरा हमें इन विभिन्न नोड्स के बीच किसी तरह के संचार की आवश्यकता है तो हमारे पास एक संचार इकाई है आप ट्रांसीवर उपकरणों की मदद से फिर हमारे पास अलग अलग अन्य इकाइयाँ हैं जैसे एनालॉग डिजिटल परिवर्तक हमारे पास ऊर्जा इकाई है हमारे पास है ऊर्जा इकाई क्या करेगी क्या इसमें विभिन्न इकाइयाँ शामिल हैं और फिर हमारे पास अन्य वैकल्पिक इकाइयाँ वैकल्पिक इकाइयाँ जैसे कि स्थान ढूँढने की प्रणाली उदाहरण के लिए GPS वगैरह हैं तो यह एक सेंसर नोड कैसे दिखता है तो हमारे पास आप जानते हैं इन सभी वैकल्पिक इकाइयों में वैकल्पिक इकाई 1 वैकल्पिक इकाई 2 वगैरह हैं हमारे पास एक प्रोसेसर है हमारे पास एक संचार इकाई है हमारे पास एनालॉग डिजिटल परिवर्तक है हमारे पास एक बिजली इकाई है हमारे पास एक संवेदन इकाई याद आती है एक प्रसंस्करण इकाई यह पहले से ही दिया गया है इत्यादि इसतरह से एक सेंसर नोड दिखता है इसलिए यदि आप सेंसर के बारे में बात करते समय पिछले व्याख्यानों में से एक में याद करते हैं तो हमने विभिन्न प्रकार के सेंसर के बारे में भी बात की तो क्या होता है क्या आप जानते हैं कि हमें सेंसर बोर्ड जैसा कुछ विकसित करना होगा तो यह एक सेंसर बोर्ड या एक सेंसर नोड या एक सेंसर उपकरण बन जाता है तो इस सेंसर बोर्ड के हार्डवेयर में अलग अलग घटक होते हैं इन सभी अलग अलग घटकों जो मैंने अभी उल्लेख किया है इन सभी विभिन्न घटकों को मूल रूप से इस हार्डवेयर डिवाइस में बनाया गया है तो आपको इन विभिन्न घटकों के साथ सेंसर नोड्स के निर्माण के लिए एक विशेष परिपथ निर्माण की आवश्यकता है इसलिए अनिवार्य रूप से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि यह एक ऐसा सेंसर नोड है जो दूसरे सेंसर नोड के साथ संचार कर रहा है एक अन्य सेंसर नोड के साथ एक अन्य सेंसर नोड के साथ क्षमा करें दूसरे सेंसर नोड के साथ और सही इसलिए हम एक सेंसर नेटवर्क बनाने जा रहे हैं तो जो मैं ये सभी सेंसर हैं ये सभी सेंसर सेंसर नोड हैं इसलिए आप ध्यान रखें कि प्रत्येक सेंसर नोड में हमारे पास एक संवेदन इकाई है और संवेदन इकाई में सेंसर होता है जो हम हैं तो तापमान सेंसर मूल रूप से उस सेंसर बोर्ड की संवेदन इकाई में बनाया गया है तो फिर क्या होता है इसलिए एक मल्टी हॉप पथ के माध्यम से इन सभी संवेदी जानकारी को इंटरनेट पर प्रसार के लिए सिंक नोड या गेटवे या इस राउटर को भेजा जाता है तो फिर क्या होता है आखिरकार यह सभी संवेदनशील जानकारी वे सभी सिंक के माध्यम से आगे के उपयोग के लिए इंटरनेट पर जाएंगे यह इस सेंसर नोड का संपूर्ण उद्देश्य है तो यह सेंसर नोड्स की कुछ तस्वीरें हैं जैसा कि आप इस विशेष आकृति में देख सकते हैं तो यह एक ऐसा आकार है ऐसा ही एक सेंसर नोड यहाँ एक और सेंसर नोड है मैं आपको एक सेंसर नोड दिखाऊंगा जिसे हमने मूल रूप से विभिन्न उद्देश्यों के लिए तैनात किया है ऐसा ही एक उद्देश्य कृषि के लिए है हमारे कृषि क्षेत्र में हमारे पास सेंसर नोड्स हैं जो तैनात हैं और ये सभी सौर ऊर्जा संचालित हैं तो ये सौर ऊर्जा चालित हैं जिन्हें आप सेंसर नोड्स के रूप में जानते हैं तो बिजली इकाई में मूल रूप से एक बैटरी होती है जो मूल रूप से मजबूत होती है बैटरी नहीं लेकिन आप जानते हैं कि यह मूल रूप से सौर ऊर्जा को सौर पैनल के माध्यम से मजबूती देता है और नोड के बाकी घटकों को शक्ति देता है सेंसर नोड्स बहुक्रियाशील हैं इसलिए उनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है वास्तव में सेंसर बोर्ड जिसे आप जानते हैं कि आप विभिन्न सेंसर बदल सकते हैं और आप सेंसर बोर्ड को इसके विभिन्न घटकों का उपयोग कर सकते हैं एक साथ रख सकते हैं आप सेंसर को हटा सकते हैं आप दूसरा सेंसर लगा सकते हैं और आमतौर पर आप जानते हैं कि यह विभिन्न के प्रकार अनुप्रयोगों में सेवा करने के लिए काम करेगा तो उपयोग किए जाने वाले सेंसर नोड्स की संख्या अनुप्रयोग के प्रकार पर निर्भर करती है सेंसर नोड्स में उनके पास कम संचार सीमा होती है जिसे जिगबी द्वारा संचालित किया जा सकता है एक जिगबी में संचार की बहुत कम सीमा होती है तो इस लघु संचार रेंज का मतलब है कि किसी विशेष नोड द्वारा संवेदित जानकारी केवल कुछ मीटर या दस मीटर तक भेजी जा सकती है और उसके बाद क्या अंत में इसे सिंक नोड को भेजा जाना है तो उसके बाद क्या उसके बाद उस संचार सीमा के भीतर मान लीजिए तीस मीटर यदि वह तीस मीटर से ऊपर की ज़िगबी है तो हमें एक और नोड रखना होगा जो फिर से उस जानकारी को रिले करना होगा जो इस विशेष नोड से प्राप्त हुई है यह है कि नेटवर्क में इन विभिन्न नोड्स के बीच हमारे पास मल्टी हॉप कम्युनिकेशन हो रहा है मल्टी हॉप मल्टी हॉप का मतलब क्या है किसी विशेष नोड को दूरस्थ गंतव्य पर कुछ भेजना पड़ता है लेकिन यह इसके प्रत्यक्ष संचार सीमा के भीतर नहीं है तो यह क्या करेगा यह किसी पड़ोसी को भेज देगा ये पड़ोसी जानकारी या डेटा महसूस डाटा जो प्राप्त हुआ है प्रसारित करेगा और आगे भेजेगा और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहने वाली है जब तक कि इच्छित गंतव्य नोड्स या सिंक नोड पर डेटा प्राप्त न हो जाए इसलिए यह मल्टी होप सिंगल होप नहीं है तो स्रोत नोड से सिंक नोड सिंक नोड स्रोत नोड के सही संचार सीमा के भीतर नहीं है रिले की तरह कार्य करने के लिए मध्यवर्ती नोड्स होना चाहिए और यह सेंसर नेटवर्क में मल्टी हॉप संचार का संपूर्ण विचार है इन सेंसर नोड्स का भी मुझे उल्लेख करना चाहिए कि ये सेंसर नोड्स न केवल बैटरी चालित हैं लेकिन वे लघु कंप्यूटिंग उपकरण के रूप में कार्य करते हैं तो उनके पास अपने स्वयं के संसाधन हैं और हमने पहले ही देखा है संसाधन माइक्रोकंट्रोलर और इसी तरह उनकी अपनी उनकी अपनी एक इकाई है और उनकी अपनी एक बिजली इकाई है उनकी अपनी संचार इकाई है और उनके पास अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ऐसा बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेंसर नोड के लिए उपयोग किया जाता है छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है टाइनी ओएस तो ये अलग अलग विशेषताएं हैं और अब हम सेंसर नोड पर विभिन्न स्थिरांक को देखते हैं तो सेंसर नोड आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं कम विद्युत संचालित होते हैं सभी अलग अलग तरीकों से संसाधन की कमी होती है हालांकि वे छोटे आकार के कम्प्यूटेशनल उपकरणों के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन वे उन सभी तरीकों से भारी संसाधन हैं जो आप सोच सकते हैं तो उनके छोटे आकार के कारण आम तौर पर कुछ घन सेंटीमीटर के क्रम में या यहां तक कि वे थोड़ा बड़ा भी हो सकते हैं अगर यह एक मुख्य आधार सेंसर नहीं है इसलिए छोटे आकार के कारण उन्हें बेहद कम बिजली का उपभोग करना चाहिए उन्हें अत्यधिक सघन क्षेत्र में अप्राप्य तरीके से काम करना चाहिए क्या उन्हें कम लागत पर कम लागत का उपयोग करके उत्पादन किया जाना चाहिए उत्पादन लागत कम होनी चाहिए और उन्हें आसानी से बांटना चाहिए वे कुछ सौ रुपये डॉलर के जोड़े की तरह होना चाहिए और इसी तरह यह स्वायत्त होगा कि वे अपने दम पर काम करने में सक्षम हों और जिस वातावरण में वे काम कर रहे हैं उसके अनुकूल हो इसलिए अगर पर्यावरण में कुछ बदलाव होता है तो आपको यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि यह स्वचालित रूप से उन परिवर्तनों के अनुकूल होगा यहाँ सेंसर नोड्स के कुछ उदाहरण मृदा सेंसर नोड तापमान सेंसर नोड मौसम सेंसर नोड है और इसी तरह सभी वास्तविक जीवन में तैनात हैं और विभिन्न अनुप्रयोगों की सेवा के लिए जैसे तापमान माप आर्द्रता स्तर स्थिति माप प्रकाश व्यवस्था वायु दबाव मिट्टी श्रृंगार शोर स्तर कंपन और इसी तरह अब हम सेंसर नेटवर्क में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देखते हैं तो हमने देखा है कि सेंसर नेटवर्क में हमारे पास अलग अलग सेंसर नोड हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में तैनात हैं सेंसर नोड उन्हें मल्टी हॉप संचार के माध्यम से संवाद करना है तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक निगरानी प्रकार का इस्तेमाल है और जहाँ वस्तुओं का पता लगाना आवश्यक है इसलिए जैसा कि हम इस विशेष आकृति में देख सकते हैं कि सेंसर नोड 17 एक मानव वस्तु का पता लगाता है और इस मल्टी हॉप पथ के माध्यम से जानकारी सिंक नोड 14 को भेजी जाती है और एक मॉनिटर है जो एक उपयोगकर्ता है जो लगातार निगरानी कर रहा है जहां यह देख सकता है कि यह आपको पता है कि यह किस संवेदक के पास किसी भी वस्तु किसी भी मानव वस्तु या किसी भी वस्तु जिसे महसूस करने के लिए योजनाबद्ध किया गया है को देख सकता है इसलिए जैसा कि हम इस विशेष आंकड़े में देख सकते हैं कि नोड नंबर 17 ने देखा है कि किसी विशेष वस्तु को मानव वस्तु के रूप में महसूस किया गया है अब यह इस विशेष दिशा में डेटा भेजने जा रहा है जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं लेकिन फिर इस तीर को दूसरी दिशा में क्यों दिखाया गया है इन तीरों को यह दर्शाने के लिए दूसरी दिशा में दिखाया गया है कि इस सिंक से एक क्वेरी सभी नोड्स को भेजी जा सकती है यह क्वेरी सभी नोड्स को यह देखने के लिए भेजी जा सकती है कि क्या उनमें से किसी ने भी उनके आसपास कोई वस्तु देखी है तो यह दूसरी तरह से दिशा है जिसे दिखाया गया है जो कि उस विशेष अन्य दिशा में दिखाने का संपूर्ण उद्देश्य है इसलिए पिछला उदाहरण एकल स्रोत जो किसी एकल वस्तु का पता लगाता है के लिए था अब हम अपने जीवन को थोड़ा और जटिल बनाते हैं इसलिए हमारे पास कई वस्तुओं का पता लगाने वाला एकल स्रोत है तो इस तरह से इसलिए पहले केवल मानव वस्तु थी अब हमारे पास दो और वस्तुएं हैं तो हमारे पास एक वाहन है और हमारे पास कुछ अन्य भवन या ऐसा कुछ भी है तो हमारे पास 3 अलग अलग वस्तुएं हैं एक मानव एक वाहन और एक इमारत इसलिए अब जैसा कि हम यहां देख सकते हैं इस विशेष नोड के लिए यह पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि विभिन्न वस्तुएं क्या हैं तो क्योंकि वहाँ एक ही वस्तु नहीं है लेकिन तीन अलग अलग प्रकार की वस्तुएं और क्या वस्तु है इसलिए वस्तु पहचानना भी बहुत महत्वपूर्ण है तो यहाँ वस्तु पहचानने के अलावा जटिलता यह है कि क्या नोड संख्या 17 यह सोचेगी कि यह केवल एक ही वस्तु या 3 विभिन्न वस्तुओं को देख सकता है यह कुछ ऐसा है जिस पर निर्णय लिया जाना है तो आप देखते हैं कि केवल एक ही नोड के आसपास की परिधि में कुछ वस्तुओं को जोड़ने से जीवन इतना जटिल हो गया है तो इसलिए इस चीज़ के लिए सेंसर नेटवर्क के उपयोग के पीछे यह पूरा विचार है लेकिन हमने देखा है कि कुछ जटिलताओं को जोड़कर पूरे नेटवर्क की संपूर्ण जटिलता कई गुना बढ़ जाती है अब हम एक ही वस्तु का पता लगाने वाले कई स्रोत का एक और परिदृश्य देखते हैं तो यहां एकल वस्तु एक वाहन है और ये सभी नीले रंग के नोड्स हैं जो वे सभी स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं और उन्होंने भेजा कि सिंक नोड को जानकारी भेजती है अब सिंक नोड और उपयोगकर्ता जो सिंक से जुड़ा हुआ है जटिलता अब यह है यह समझने की कोशिश करेगी कि क्या इन सभी 5 नोड्स ने एक एकल ऑब्जेक्ट देखा है इसका मतलब है एक कार एक वाहन या 5 विभिन्न वस्तुओं यह कैसे पता चलेगा यह संभव नहीं है मूल रूप से इन महसूस किए डेटा के बीच भेदभाव करना मुश्किल है जो 5 अलग अलग नोड्स से प्राप्त होते हैं और यही कारण है कि यह जानना संभव नहीं है कि अंतर क्या है मेरा मतलब है कि क्या यह वही वस्तु है जो यह है कि आप जानते हैं कि सभी 5 नोड्स या 5 अलग अलग वस्तुओं द्वारा देखी जाती हैं इस विशेष आकृति में कई वस्तुओं का पता लगाने वाले कई स्रोतों का एक और उदाहरण है और यहां फिर से आप देखते हैं कि जटिलता काफी बढ़ गई है तो ये 5 स्रोत चाहे उन्होंने 5 अलग अलग वस्तुओं या एक ही वस्तु का पता लगाया हो और न केवल वह बल्कि यह भी कि क्या ये वस्तुएं सभी अलग हैं तो ये विभिन्न जटिलताएं हैं जो सेंसर नेटवर्क को लागू करने में शामिल हैं लेकिन ये केवल कुछ साधारण जटिलताएँ हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कई अन्य प्रकार की जटिलताएँ हैं जिन पर भी काम करना पड़ता है और उन पर भी अमल करना पड़ता है जब हम सेंसर नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाने की बात करते हैं यह एक और परिदृश्य है और मुझे इसे आगे समझाने की आवश्यकता नहीं है और जैसा कि हमने देखा है कि यह मूल रूप से आप जानते हैं कि इन परिदृश्यों की निगरानी मूल रूप से हमारे जीवन को जटिल बनाती है यह बहुत सरल नहीं है और यहाँ आप का मन करता है कि इन ४ ५ परिदृश्यों में जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं यहाँ हमने माना है कि नोड्स सभी स्थिर हैं और समय के संबंध में हैं लेकिन वास्तव में ऐसा होने वाला नहीं है नोड्स घूमने जा रहे हैं तो क्या होने जा रहा है जटिलता और भी बढ़ने वाली है इसलिए सेंसर नेटवर्क को लागू करने में विभिन्न चुनौतियां हैं मापक्रमणीयता एक है स्केलेबिलिटी का मतलब है कि यदि आप नेटवर्क में नोड्स की संख्या बढ़ा रहे हैं तो थ्रूपुट कैसे व्यवहार करने वाला है तो सैद्धांतिक रूप से अतीत में यह दिखाया गया है कि यदि n नेटवर्क में नोड्स की संख्या को दर्शाता है तो मूल रूप से एक के n वर्गमूल की दर से थ्रूपुट घट जाता है और जैसा कि हम समझ सकते हैं कि 2 नोड्स से 4 नोड्स तक अगर हम थ्रूपुट बढ़ाते हैं तो मूल रूप से काफी नीचे चला जाता है अब 4 से 8 8 से 16 इत्यादि थ्रूपुट काफी तेजी से घटता है तो आप सेंसर नेटवर्क में मापक्रमणीयता के मुद्दे को कैसे संभालेंगे क्योंकि सेंसर नेटवर्क में हम स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में नोड्स वाले नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं और इसलिए हम इस विशेष तरीके से थ्रूपुट की कमी को कैसे संभालते हैं दूसरा मुद्दा सेवा की गुणवत्ता है सेवा गारंटी की गुणवत्ता किसी भी नेटवर्क के लिए आवश्यक है सेंसर नेटवर्क सेंसर नेटवर्क का उपयोग करते हुए IoT आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपने सेवा गारंटी की गुणवत्ता को देखा है सेवा की गुणवत्ता बैंडविड्थ के संदर्भ में गारंटी की पेशकश के बारे में बात करती है देरी घबराना पैकेट नुकसान की संभावना इत्यादि के संदर्भ में गारंटी की पेशकश के बारे में बात करती है और एक सेंसर नेटवर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं बहुत सीमित बैंडविड्थ भारी निरंतर संसाधनों के साथ भारी नेटवर्क आरएफ चैनल विशेषताओं में अप्रत्याशित परिवर्तन और इसी तरह तो इस तरह के अव्यवस्थात्मक वातावरण में हम कैसे सेवा की गुणवत्ता की गारंटी देने जा रहे हैं अन्य चुनौतियों में ऊर्जा दक्षता शामिल है हम बहुत सीमित बैटरी पावर छोटे आकार की बैटरी कम इलेक्ट्रोकेमिकल दक्षता सीमित बैटरी पावर के बारे में बात कर रहे हैं हम कैसे इन नोड्स को न केवल अपनी चीजों को काम करने जा रहे हैं बल्कि पड़ोसियों को उनकी जानकारी को प्रसारित करने के लिए अन्य नोड्स के साथ सहयोग भी करते हैं इत्यादि सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है हम एक खुले माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं जहां नोड्स पर विभिन्न प्रकार के हमले दुर्भावनापूर्ण हमले घुसपैठ पर रोक लगाने और हस्तक्षेप करने के लिए प्रवण हैं और इसी तरह अब हम थोड़ा और देखते हैं जो आप जानते हैं कि सेंसर नेटवर्क में शानदार तकनीकी अवधारणा है जिसे सेंसर वेब के रूप में जाना जाता है सेंसर वेब में हम जो बात कर रहे हैं वह सिर्फ सेंसर नेटवर्क नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क से जुड़े सेंसर नेटवर्क भी हैं तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के सेंसर नेटवर्क हैं जैसे कि 2 अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं जैसे कि कंप्यूटर ग्रिड 2 अलग अलग उपकरण जैसे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप और इसी तरह वैज्ञानिक उपकरण मोबाइल फोन वगैरह के माध्यम से अलग अलग सहयोगी शोधकर्ता विभिन्न ऐतिहासिक डेटा विरासत डेटा जो डेटा सर्वर में एक स्टोर है क्या आप सर्वर फॉर्म क्लाउड वगैरह को जानते हैं और मौसम के पूर्वानुमान प्रदूषण का पता लगाने सॉफ्टवेयर मॉडल की कार्य प्रकृति और इसी तरह जैसे मुद्दों का ख्याल रखना इसलिए ये सभी मिलकर सेंसर वेब के रूप में जाने जाते हैं तो सेंसर वेब में हमें विभिन्न प्रकार के सर्वरों से निपटना होगा जो वेब अधिसूचना सेवाओं सेंसर संग्रह सेवाओं नियोजन सेवाओं मॉडलिंग भाषा और इसी तरह ध्यान रखेंगे मॉडलिंग भाषा कहाँ है हमारे पास सेंसर मॉडलिंग भाषा है जैसे यहीं और इसी तरह तो ये सभी WNS सेंसर संग्रह सेवा SensorML सेवा चलाने वाली है और इतने सारे विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं और घटक जिनका उपयोग किया जाना है तो सेंसर वेब में हमारे पास अवलोकनों और SensorML माप की अवधारणाएँ हैं जो कि एक XML विस्तारित XML की तरह है जो हमेंUML कहने वाली लाइनों के समान है आप कुछ प्रकार की मॉडलिंग भाषा जानते हैं जो सेंसर मॉडलिंग का समर्थन करती है फिर हमारे पास ट्रांसड्यूसर मॉडलिंग भाषा ट्रांसडर्मल सेंसर और अवलोकन सीमा सेंसर आयोजन सेवा सेंसर चेतावनी सेवा वेब अधिसूचना सेवा हैं ये सभी मूल रूप से सेंसर वेब का निर्माण करते हैं अब कुछ अन्य अवधारणाओं का ध्यान रखना होगा एक सहयोग की अवधारणा है सहयोग सर्वोपरि है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं आप जानते हैं एक मल्टी हॉप नेटवर्क जहां बीच में प्रसारण नोड्स हैं तो क्या होगा अगर ये मध्यवर्ती प्रसारण पैकेट को आगे बढ़ाने के बजाय वे पैकेट को छोड़ देते हैं क्योंकि वे स्वार्थी होंगे वे स्वार्थी हो जाते हैं क्योंकि पैकेट को आगे बढ़ाने के लिए पैकेट को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी छोटी ऊर्जा खर्च करनी होगी तो वे ऐसा क्यों करेंगे इसलिए इन नोड्स को सहकारी माना जाता है लेकिन लेकिन वे इन सभी स्वार्थों के कारण आपके सहयोग संसाधनों की सीमाओं और इन सभी अन्य विभिन्न प्रकार के विचारों के कारण उतने सहकारी नहीं हो सकते हैं मध्यवर्ती प्रसारण नोड्स के रूप में कार्य करते हैं वायरलेस नोड्स ऊर्जा की कमी हैं जिसके परिणामस्वरूप नोट सहयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इन सभी विभिन्न बाधाओं के कारण नोड्स उन कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करने के लिए अन्य नोड्स के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं जिन्हें ऐसे सामाजिक नेटवर्क सामाजिक रूप से जुड़े नेटवर्क में पूरा करने की आवश्यकता होती है इसलिए सहयोग के मुद्दे का ख्याल रखते हुए 2 अतिवादों के बारे में सोचा जाना चाहिए एक कुल का कुल मामला है कुल सहयोग और अन्य एक कुल असहयोग का मामला है कुल सहयोग का मामला जहां प्राप्त किए गए सभी प्रसारण अनुरोध नोड्स द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और नोड्स सीमित ऊर्जा को जल्दी से समाप्त कर देंगे और अगर कोई प्रसारण अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाते हैं तो कुल गैर सहयोग का मामला नेटवर्क थ्रूपुट तेजी से नीचे जाएगा तो ये 2 अलग अलग चरम सीमाएं हैं और वे यहाँ पर उल्लिखित सीमाएं हैं तो अगर प्रसारण अनुरोधों में से कोई भी स्वीकार नहीं किया जाता है तो क्या होने जा रहा है नेटवर्क थ्रूपुट तेजी से नीचे जाएगा इसलिए इन विभिन्न एजेंटों के बीच स्वार्थ स्वार्थ सहजीवन पर निर्भरता के मुद्दे हैं इन पर काम करना होगा सहजीवन पर निर्भरता बढ़ाने के लिए इसे बढ़ाना पड़ता है न कि स्वार्थ स्वार्थपरता एक समस्या है स्वार्थ स्वार्थ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें संभालना पड़ता है और सहजीवन पर निर्भरता कि इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और इसके बारे में भी सोचना होगा और संबंधित गणितीय मॉडल को विकसित करना होगा और नोड्स के जीवनकाल बनाम थ्रूपुट के बीच दुविधा है सहयोग में सुरक्षा चुनौतियां हैं इसलिए सबसे पहले हमें अपनी पुरानी अवधारणा को वापस लाना होगा इसका मतलब है मल्टी हॉप नेटवर्क एक मल्टी हॉप नेटवर्क सेंसर नोड में मध्यवर्ती नोड अन्य नोड्स के साथ सहयोग कर रहा है अब वह सहयोग करने वाला नोड एक अच्छे लोग है तो यह देखकर अच्छे लोग है कि बहुत सारे आप जानते हैं कि वहाँ दुर्भावनापूर्ण नोड्स हो सकते हैं जो जानबूझकर इसके सफल कामकाज और अन्य समान प्रकार के नोड्स को चोट पहुंचाना चाहते हैं तो यह क्या कर सकता है यह तरह सर्विस अटेक की बात से इनकार कर सकता है इसलिए यह क्या करेगा यह आपको झूठी रूटिंग की बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देगा जिससे पूरे नेटवर्क को लकवा मार जाएगा इसलिए यह मूल रूप से सहयोग में सुरक्षा चुनौतियों में से एक है इसलिए इसके साथ हम चीजों के इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए सेंसर नेटवर्क पर पहले व्याख्यान के अंत में आते हैं और बाद के व्याख्यानों में हम सेंसर नेटवर्क में विभिन्न अन्य अवधारणाओं से गुजरने जा रहे हैं हमने पहले ही देखा है कि सेंसर नेटवर्क में कई तरह की अड़चनें और चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करना है और इन पर सेंसर नेटवर्क को काम करना है अलग अलग समाधानों से निकलना हैं इसे उन्हें कुशलता से काम करने के लिए लागू करना है आपको धन्यवाद